हमारी पिछली कक्षा में हम थ्रेड रद्दीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे जब हमें लगता है कि किसी विशेष थ्रेड को और नहीं चलाना चाहिए फिर इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है तो रद्दीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम समाप्त होने से पहले एक थ्रेड को समाप्त कर देते हैं अब उस थ्रेड को रद्द किया जा सकता है जो कि थ्रेड को रद्द करने के लिए इच्छित थ्रेड के रूप में संदर्भित करेगा अब एक रद्दीकरण शायद दो दृष्टिकोणों में संभाला जाता है जैसा कि हमने पहले देखा है कि एक अतुल्यकालिक रद्दीकरण है तो यह लक्ष्य थ्रेडको तुरंत समाप्त कर देता है और निरस्त कर दिया जाता है जिस स्थिति में लक्ष्य थ्रेड को सूचित किया जाता है कि आपको समाप्त कर दिया जाना चाहिए और लक्ष्य थ्रेड स्वयं समय समय पर जाँच करता है कि क्या मुझे समाप्त करने का कोई संदेश है और फिर तदनुसार यह समाप्त हो जाएगा इसलिए इस समाप्ति या रद्द करने के साथ समस्या यह है कि जिन संसाधनों को एक थ्रेड को सौंपा जाता है इसलिए वे यह भी जानते हैं कि उन संसाधनों के साथ क्या करना है इसलिए हमें उस पर निर्णय लेना होगा इसलिए संसाधनों को थ्रेड रद्द करने के लिए सौंपा गया है और एक थ्रेड रद्द कर दिया गया है जहां डेटा को अपडेट करने के बीच में जो यह अन्य थ्रेड्स के साथ साझा कर रहा है इसलिए इस प्रकार की स्थिति यदि हम थ्रेड को रद्द करने का प्रयास करते हैं तो यह एक समस्या बन जाती है तो विशेष रूप से दूसरी स्थिति के लिए जहां थ्रेड कुछ डेटा को अपडेट कर रहा था और जहां और उस डेटा को अन्य थ्रेड्स द्वारा भी साझा किया जा रहा है तो वे वास्तव में कठिनाई अधिक है और इसलिए यह कहा जाता है कि हमें थ्रेड होना चाहिए स्वयं की जाँच करनी चाहिए कि क्या कोई रद्द करने का अनुरोध है और यदि कोई रद्द करने का अनुरोध है तो वह इसे समाप्त उचित तरीके में कर देगा ताकि यह डेटा सिंक्रनाइज़ेशन थ्रेड्स में खो न जाए अब ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर रद्द किए गए थ्रेड से सिस्टम संसाधनों को पुनः प्राप्त करता है लेकिन सभी संसाधनों को फिर से प्राप्त नहीं करेगा जो कि वांछनीय है क्योंकि कुछ संसाधनों को कई थ्रेड्स में साझा किया जा सकता है इसलिए यदि संसाधन वापस ले लिया गया है क्योंकि एक थ्रेडसमाप्त हो रहा है जिससे समस्या पैदा होगी इसलिए एक थ्रेड को असिंक्रोनस रूप से रद्द करना जरूरी नहीं कि एक सिस्टमवाइड संसाधन हो जो अन्य थ्रेड्स के लिए जरूरी हो ताकि आपको उस पॉलिसी का पालन किया जाना है इसलिए यह अलग अलग रद्द करने का बिंदु है जिसका हमें फायदा है इसलिए क्योंकि एकथ्रेड दर्शाता है कि लक्ष्य थ्रेड को रद्द करना होगा रद्द करने के बाद ही थ्रेड एक फ्लैग की जांच करता है यह निर्धारित करता है कि क्या इसे समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं इसलिए वहां हमें यह समस्या नहीं है कि ये थ्रेड संसाधन आधे अपडेट हो जाएंगे और यह सब उस स्थिति में नहीं होगा क्योंकि थ्रेड चेक का प्रदर्शन करेगा और यह ऐसी स्थिति में आ सकता है जहां सब कुछ ठीक है इसलिए यह आस्थगित रद्द करना ज्यादा बेहतर प्रस्ताव है पी थ्रेड के मामले में इसलिए रद्द करना को फ़ंक्शन पी थ्रेड कैंसल का उपयोग करके शुरू किया जाता है तो यह पी थ्रेडरद्द हो जाता है इसलिए यह वह है जो थ्रेड को रद्द करने के लिए कहता है लक्ष्य pthread के तीन के पहचानकर्ता को एक पैरामीटर के रूप में पारित किया जाता है जैसे कि इस कॉल में आप देखते हैं कि पी थ्रेड टी ऐडी को रद्द किया है तो यहाँ इस थ्रेड आईडी को पारित किया गया है इसलिए इसी से संबंधित थ्रेड को बनाते समय यह टी ऐडीप्राप्त किया गया है तो यह थ्रेड आईडी यहाँ पारित किया गया है और यह बताता है कि इस थ्रेड को रद्द करना होगा अब यह पी थ्रेड कैंसलेशन का कोड है और जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भी नोट किया है इस पी थ्रेड कैंसल को लागू करना यह दर्शाता है कि केवल लक्ष्य थ्रेड को रद्द करने का अनुरोध है इसलिए थ्रेड तुरंत रद्द नहीं किया जाता है बस लक्ष्य थ्रेड के लिए एक अनुरोध भेजा जाता है कि यदि कोई रद्द संदेश है इसलिए वास्तविक रद्दीकरण के बारे में यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अनुरोध को संभालने के लिए लक्ष्य थ्रेड कैसे सेटअप है अब पी थ्रेड तीन रद्दीकरण मोड का समर्थन करता है प्रत्येक मोड को एक अवस्था और एक प्रकार के रूप में परिभाषित किया गया है तो उनमें से एक ऑफ मोड है इसलिए इस ऑफ मोड का मतलब है कि राज्य अक्षम हो जाएगा और इसके प्रकार का कोई अर्थ नहीं है इसलिए मोड बंद है तो इसे रद्द नहीं किया जा सकता है दूसरी ओर यदि मोड स्थगित है या मोड अतुल्यकालिक है तो अब थ्रेडरद्द करने को सक्षम और सक्षम करने का सवाल है तो एक आस्थगित मोड में यदि थ्रेडरद्दीकरण सक्षम है तो उस स्थिति में रद्दीकरण के प्रकार को स्थगित कर दिया जाएगा इसलिए यदि कोई आस्थगित मोड में थ्रेड बनाया गया है और वर्तमान स्थिति अक्षम है तो यह इस आवधिक थ्रेड को रद्द करने के अनुरोधों की जांच नहीं करेगा दूसरी ओर यदि इसे स्थगित कर दिया जाता है और अवस्था सक्षम हो जाता है तो निश्चित रूप से यह रद्द करने के संदेश के लिए स्थगित समय की तलाश में रहेगा और यदि रद्द करने का अनुरोध आता है तो यह किसी बिंदु पर रद्द हो जाएगा यदि मोड फिर से अतुल्यकालिक है तो राज्य को अक्षम या सक्षम किया जा सकता है तो राज्य अक्षम है तो थ्रेड रद्द नहीं किया जा सकता है यदि थ्रेड सक्षम है तो थ्रेड तुरंत समाप्त हो जाएगा इसलिए यह रद्द करने की अतुल्यकालिक मोड है तो पी थ्रेड तीन रद्दीकरण मोड का समर्थन करता है और प्रत्येक मोड को एक अवस्था और एक प्रकार के रूप में परिभाषित किया गया है एक थ्रेड एक एपीआई का उपयोग करके रद्द करने की स्थिति में रह सकता है यदि थ्रेड को रद्द करना है तो रद्द करना तब तक लंबित रहता है जब तक कि थ्रेड इसे सक्षम नहीं करता है तो रद्दीकरण अक्षम है तब कोई रद्दीकरण नहीं होगा यदि डिफ़ॉल्ट रद्दीकरण प्रकार है तो आस्थगित रद्दीकरण है इसलिए डिफ़ॉल्ट रूप से रद्दीकरण को स्थगित कर दिया जाता है जो कि पहले की चर्चा के अनुसार अच्छा है इसलिए डिफ़ॉल्ट को फायदा हुआ है क्योंकि यह संसाधन साझा करता है और इसलिए वे आसान हो जाते हैं तो रद्द करने के बिंदु को स्थापित करने के ऊपर एक तरीका रद्द करें पी थ्रेड कैंसल फ़ंक्शन को लागू करना है इसलिए किसी विशेष थ्रेड के कोड में इसलिए यदि आप कुछ डालते हैं जहां यह पी थ्रेड परीक्षा रद्द हो जाता है तो यह इस रद्दीकरण बिंदु थ्रेड के लिए जाँच करेगा मान लीजिए कि यह थ्रेड के लिए उद्धरण है और किसी बिंदु पर है तो मान लीजिए कि यह देखता है कि यह एक उचित बिंदु है जिस पर थ्रेड नियंत्रण को छोड़ सकता है या थ्रेड स्वयं को समाप्त कर सकता है तो इस बिंदु पर शायद यह ऐसी स्थिति है जहां यह इसके साथ कोई संसाधन नहीं रखता है तो इस बिंदु पर यह इस परीक्षण रद्द फ़ंक्शन को कॉल कर सकता है इसलिए यह इस टेस्ट कैंसल फ़ंक्शन को यहां कॉल कर सकता है इसलिए यह परीक्षण करेगा कि क्या रद्द करने का अनुरोध है या नहीं इसी तरह कुछ समय बाद शायद इस बिंदु पर यह एक और ऐसा टेस्ट कैंसल फ़ंक्शन कॉल करता है तो इस तरह से अगर बीच में है जब एक थ्रेड इस क्षेत्र में था इसलिए यदि कोई रद्द करने का अनुरोध आया है तो थ्रेड तुरंत समाप्त नहीं किया जाएगा लेकिन यह तब होगा जब अगली बार यह परीक्षण रद्द फ़ंक्शन निष्पादित हो इसलिए यह परीक्षण किया जाएगा कि थ्रेड रद्द किया गया है या नहीं और तदनुसार थ्रेड समाप्त हो जाएगा तो इस तरह से थ्रेड का डेवलपर या थ्रेड का लेखक यह तय कर सकता है कि वह इस रद्दीकरण के लिए किन बिंदुओं पर जा सकता है और यह प्रोग्रामर पर निर्भर है इसलिए इस थ्रेड प्रोग्रामिंग की अपेक्षा की जाती है कि उपयोगकर्ता काफी जानकारी व्यक्ति है तब आप इस रद्द करने के बिंदु को कोड में उचित रूप से डाल सकते हैं यदि रद्द करने का अनुरोध लंबित पाया जाता है एक फ़ंक्शन जिसे क्लीनअप हैंडलर के रूप में जाना जाता है उसे आमंत्रित किया जाता है और फिर यह फ़ंक्शन किसी भी संसाधन को थ्रेड समाप्त होने से पहले मुक्त होने के लिए अधिग्रहीत किया जा सकता है थ्रेड कैंसल फंक्शन बुलाया जा रहा है इसलिए यदि कुछ संसाधनों को रखा जाता है तो उन संसाधनों को जारी किया जाना है और उस उद्देश्य के लिए यह एक क्लीनअप हैंडलर को बुलाता है ताकि यह संसाधन रिलीज और सभी को स्वचालित रूप से करेगा लिंक्स सिस्टम पर थ्रेड कैंसिलेशन को सिग्नल के माध्यम से संभाला जाता है जबकि अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम वे इसे अलग अंदाज़ में कर सकते हैं तो ये थ्रेड कैंसल फंक्शन हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे थ्रेड लोकल स्टोरेज या टीएलएस के रूप में जाना जाता है इसलिए थ्रेड लोकल स्टोरेज यह प्रत्येक थ्रेड को डेटा की अपनी कॉपी रखने की अनुमति देता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि हमने पहले चर्चा की है इसलिए यदि कोई प्रक्रिया स्तर पर है तो आपको कोड डेटा और स्टैक सेगमेंट मिल गए हैं और किसी भी प्रक्रिया के सेटअप थ्रेड्स के लिए कोड और डेटा इन दोनों समान हैं तो ये सभी थ्रेड्स में साझा किए जाते हैं केवल स्टैक अलग अलग स्टेक सेगमेंट हैं जो आपने देखे हैं लेकिन कभी कभी यह आवश्यक होता है कि थ्रेड को अपना डेटा मिल गया है जो अन्य थ्रेड्स तक पहुंच योग्य नहीं है और जो इस तरह से हैं कि हम कुछ थ्रेड लोकल स्टोरेज बना सकते हैं जो थ्रेड को डेटा की अपनी कॉपी रखने की अनुमति देगा इसलिए यह तब उपयोगी होता है जब आपके पास थ्रेड निर्माण प्रक्रिया पर नियंत्रण नहीं होता है उदाहरण के लिए जब आप थ्रेड पूल का उपयोग कर रहे होते हैं तो यह हो सकता है कि थ्रेड पूल से आप कुछ थ्रेड ले रहे हों और थ्रेड निर्माण प्रक्रिया पर आपका नियंत्रण न हो तो इस मामले में मेरे पास कुछ चर होना चाहिए जो कि थ्रेड स्थानीय भंडारण में उपयोग किया जाता है इसलिए यह स्थानीय चर के रूप में नहीं है क्योंकि स्थानीय चर केवल एक फ़ंक्शन मंगलाचरण के दौरान दिखाई देते हैं लेकिन TLS फ़ंक्शन चालान में दिखाई देता है तो यह इस तरह है यह स्थिर डेटा का कुछ प्रकार है इसलिए सी भाषा प्रोग्राम में तो आपने देखा होगा कि आपने इस स्थिर डेटा प्रकार को देखा होगा यदि एक चर को स्टेटिक्स परिभाषित किया गया है भले ही फ़ंक्शन 1 के भीतर यदि आपने एक स्थिर इंट स्टेटिक पूर्णांक x परिभाषित किया है फिर इस फ़ंक्शन 1 के विभिन्न चालानों में यह चर x लाइव रहता है और यह x पिछले मान को बरकरार रखता है इसलिए टीएलएस में यह भी देखें कि क्या आप कुछ चर को परिभाषित करते हैं तो वे सक्रिय रहते हैं वे कार्य के विभिन्न आह्वान पर मान्य रहते हैं तो परिणामस्वरूप इसलिए यह एक स्थानीय चर नहीं है बल्कि यह एक स्थिर चर है लेकिन निश्चित रूप से यह फ़ंक्शन के बाहर दिखाई नहीं देता है लेकिन यह फ़ंक्शन के कई मैपिंग के लिए है जो चर उपलब्ध है तो यह थ्रेड लोकल स्टोरेज का मुद्दा है तो यह एक और उन्नत विशेषता है जो यह थ्रेड प्रदान करेगा इसलिए कभी कभी हमें उनका उपयोग करने की आवश्यकता होती है थ्रेड के साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा अनुसूचक सक्रियण है इसलिए हमें कई से लेकर दो स्तर के कई मॉडल मिल गए हैं जिन्हें एप्लिकेशन को आवंटित कर्नेल थ्रेड्स की उचित संख्या बनाए रखने के लिए संचार की आवश्यकता होती है इसलिए शेड्यूलर को उन थ्रेड्स को शेड्यूल करना होगा और ताकि यह उचित निष्पादन हो सके आमतौर पर उपयोगकर्ता और कर्नेल थ्रेड्स के बीच एक मध्यवर्ती डेटा संरचना का उपयोग करता है क्योंकि क्या होता है कि एक मैपिंग है तो फिर उस मैपिंग को ठीक नहीं किया जा सकता है इसलिए वे विशेष रूप से कई से कई प्रकार के मैपिंग करते हैं इसलिए यह मैपिंग निश्चित नहीं हो सकता है और इसलिए हमें एक समय में एक बार प्रयास करना होगा इसलिए कई प्रकार के मैपिंग के लिए इसलिए हमें कई उपयोगकर्ता स्तर के थ्रेड्स ठीक मिले हैं इसलिए वे एक बार फिर से कर्नेल स्तर के थ्रेड की एक संख्या के साथ मैप करते हैं तो यह थ्रेड्स उपयोगकर्ता थ्रेड्स स्तर के हैं और ये कर्नेल स्तर के थ्रेड्स हैं तो वे उस तरह से मैप किए जाते हैं किसी समय शायद यह थ्रेड इस कर्नेल थ्रेड पर मैप किया गया था इस उपयोगकर्ता थ्रेड को इस कर्नेल थ्रेड पर मैप किया गया था और कभी कभी कुछ अन्य समय शायद यह विशेष कर्नेल थ्रेड इस उपयोगकर्ता थ्रेड के साथ जुड़ा हो सकता है इसलिए परिणामस्वरूप डेटा इस उपयोगकर्ता स्तर थ्रेड और कर्नेल स्तर थ्रेड के बीच संबंध बनाता है ताकि सिस्टम कॉल के अलग अलग आह्वान या अलग अलग निष्पादन पर अलग अलग हो तो हमारे पास इस उपयोगकर्ता और कर्नेल स्तर कर्नेल थ्रेड्स के बीच कुछ मध्यवर्ती डेटा संरचना होनी चाहिए और इस डेटा संरचना को हल्के प्रक्रिया या एलवप के रूप में जाना जाता है तो इसे हल्की प्रक्रिया कहा जाता है यह डेटा संरचना जिसे यह डेटा मिला है जिसे उपयोगकर्ता और कर्नेल थ्रेड्स के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है तो यह एक वर्चुअल प्रोसेसर प्रतीत होता है जिस पर प्रक्रिया उपयोगकर्ता थ्रेड को चलाने के लिए शेड्यूल कर सकती है तो यह डेटा संरचना हमें डेटा संरचनाओं का एक सेट मिला है और वह तरीका है जो इंटरफ़ेस को परिभाषित करता है इसलिए यदि आप कर्नेल थ्रेड पर एक उपयोगकर्ता स्तर थ्रेड डाल रहे हैं तो अनिवार्य रूप से आप इसे डेटा संरचना पर मैप कर रहे हैं तो यह मूल रूप से कुछ प्रकार का वर्चुअल प्रोसेसर है जिस पर प्रक्रिया उपयोगकर्ता थ्रेड को चलाने के लिए शेड्यूल कर सकती है प्रत्येक हल्की प्रक्रिया कर्नेल थ्रेड से जुड़ी होती है इसलिए प्रत्येक ऐसी डेटा संरचना मैपिंग जिससे मैप किया जाता है जो कर्नेल थ्रेड से जुड़ी होती है कर्नेल थ्रेड्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल करता है भौतिक प्रोसेसर पर चलाने के लिए अंततः यह कर्नेल थ्रेड्स पर शेड्यूल किया जाएगा भौतिक प्रोसेसर पर इसलिए कि यह शेड्यूलर संचालन कैसे करेगा तो मूल रूप से यह परिदृश्य है इसलिए हमें एक उपयोगकर्ता स्तर का थ्रेड मिला है जिसे एक हल्की प्रक्रिया पर मैप किया जाता है और इस हल्की प्रक्रिया से एक कर्नेल थ्रेड होता है जिससे यह चालू होगा इस प्रकार यह हल्की प्रक्रिया स्कीमा है जिस तरह से यह प्रक्रिया करता है तो शेड्यूलर सक्रियण कर्नेल से कम्युनिकेशन मैकेनिज्म को कॉल करके थ्रेड लाइब्रेरी में अप कॉल हैंडलर को संचार तंत्र प्रदान करता है इसलिए जब यह किया जाता है तो यह डेटा को उपयोगकर्ता थ्रेड में वापस स्थानांतरित करने के लिए होगा इसलिए यह इस अप कॉल का उपयोग कर रहा होगा और यह संचार कर्नेल थ्रेड्स की सही संख्या को बनाए रखने के लिए एक एप्लिकेशन को अनुमति देता है क्योंकि कर्नेल थ्रेड्स की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है इसलिए वे निश्चित रहते हैं ताकि हम इस क्रम को बनाए रख सकें इसलिए हमने थ्रेड के बारे में चर्चा की है और चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत किया है इसलिए थ्रेड नियंत्रण का एक प्रवाह है एक प्रक्रिया के लाभ में उपयोगकर्ता के लिए जवाबदेही बढ़ाना संसाधन साझा करने की अर्थव्यवस्था और मल्टीप्रोसेसर आर्किटेक्चर वास्तुकला का दोहन करने की क्षमता शामिल है और शायद उपयोगकर्ता के स्तर या कर्नेल स्तर पर थ्रेड्स होते हैं और हमारे पास विभिन्न प्रकार के मॉडल एक से एक से कई वगैरह में हो सकते हैं थ्रेड्स बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि हम समझ सकते हैं कि उस थ्रेड्स के दोहन के लिए इस मल्टी कोर आर्किटेक्चर के लिए थ्रेड्स की आवश्यकता होती है और थ्रेड लेवल प्रोग्रामिंग यह मदद करता है क्योंकि क्लाइंट सर्वर वातावरण में एक विशेष रूप से मदद करता है इसलिए यदि एक क्लाइंट अनुरोध कुछ बिंदु पर अटक जाता है तो अन्य क्लाइंट अनुरोध आगे बढ़ सकते हैं या एक ऑपरेटिंग सिस्टम कार्यान्वयन में भी हो सकते हैं यदि एक प्रक्रिया ने सिस्टम कॉल किया है और सिस्टम कॉल कर्नेल मोड में फँस गया है तो ऐसा नहीं होता है कि अन्य सिस्टम कॉल भी अटक जाएंगे इस मल्टीथ्रेडेड कर्नेल संरचना के कारण इसलिए वे वे आगे बढ़ सकते हैं ताकि यह विभिन्न फायदे हों और यही कारण है कि थ्रेड स्तर प्रोग्रामिंग बहुत लोकप्रिय है और ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्रेड स्तर डिजाइन है इसलिए यह भी बहुत लोकप्रिय है इसलिए इसके साथ हम थ्रेड और सभी पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं इसलिए अगले भाग में सीपीयू शेड्यूलिंग नीतियों पर ध्यान दिया जाएगा और यह बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह इसलिए होगा कि यह कैसे सीपीयू को विभिन्न प्रक्रियाओं और थ्रेड्स के लिए आवंटित किया जाता है इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि सीपीयू हमारे पास मौजूद महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है और हर कोई चाहता है कि मेरा काम सीपीयू पर चलाया जाए इसलिए मेरी नौकरी को तुरंत सीपीयू पर ध्यान देना चाहिए तो लेकिन यह भी संभव नहीं है क्योंकि भले ही आपको कई सीपीयू मिल गए हों इसलिए एक समय में आप केवल कई उपयोगकर्ताओं को पूरा कर सकते हैं इसलिए यह सभी उपयोगकर्ता नहीं हो सकते हैं जो सिस्टम में हैं इसलिए आपके पास इतने सारे प्रोसेसर नहीं हैं ताकि उन्हें एक साथ चलाया जा सके और कुछ अन्य मुद्दे हैं जैसे कि उपयोगकर्ताओं के बीच प्राथमिकताएं हैं प्रक्रियाओं में से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए उन्हें तुरंत चलाया जाना चाहिए कुछ प्रोसेसर इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि उन्हें कम प्राथमिकता मिली है लेकिन एक ही समय में एक प्रक्रिया को कम प्राथमिकता मिली है इसका मतलब यह नहीं है कि सिस्टम में मौजूद अन्य प्रोसेसर के कारण यह हमेशा देरी का शिकार होगा इसलिए हमें उस लाइन पर सावधान रहना होगा फिर हमें भी इस सीपीयू की तरह देखना होगा एक नीति निर्धारण करने वाला सीपीयू ऐसा होना चाहिए जिसमें हर प्रक्रिया को निष्पादन के लिए कुछ समय मिले और हमारे पास जो संसाधन संसाधन हैं वे भी सही तरीके से उपयोग में ला रहे हैं इसलिए सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिन अवधारणाओं को हम पहले सीखने जा रहे हैं वे इस सीपीयू शेड्यूलिंग की मूल बातें फिर शेड्यूलिंग मानदंड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और थ्रेड शेड्यूलिंग के साथ शुरू करेंगे तो बस थोड़ा सा पुनरावृत्ति करने के लिए आपको याद है कि जब भी कोई प्रक्रिया मेमोरी में उपलब्ध होती है तो यह तैयार अवस्था में है इसलिए एक बार सीपीयू प्रक्रिया को निष्पादन का मौका मिलता है इसलिए यह चालू स्थिति में चला जाता है अब एक मल्टी उपयोगकर्ता या मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा होता है कि कई प्रक्रिया होंगी जो तैयार अवस्था में होती हैं इसलिए यदि आप इसे एक कतार के रूप में दर्शाता हैं तो आप कह सकते हैं कि ये सभी प्रक्रियाओं वे कतार में इंतजार कर रहे हैं तो ये अलग अलग प्रक्रियाओं हैं जो कतार में इंतजार कर रहे हैं अब मुझे एक रूटीन चलाना होगा जिसे शेड्यूलर कहा जाता है या कभी कभी इसे डिस्पैचर कहा जाता है तो आप कौन से होंगे इस कतार से एक काम करना चाहिए और इसे चालू स्थिति में लाना होगा ताकि चयनित होने वाली इस कार्य को निष्पादन का मौका मिले अब एक बात आप यह समझने की कोशिश करें कि यह शेड्यूलर या डिस्पैचर जो हम इस शेड्यूलर को डिज़ाइन कर रहे हैं वह बहुत तेजी से होना है क्योंकि भले ही इसमें बहुत समय लगता हो लेकिन यह ओवरहेड है क्योंकि यह सिस्टम के उपयोग में योगदान नहीं देता है जैसे कि हम यह नहीं कहते हैं कि यदि शेड्यूलर ने पूरे दिन के लिए यदि 10 सेकंड के लिए चला है तो यह भी सिस्टम के उपयोग में जोड़ने के लिए नहीं जा रहा है क्योंकि यह शेड्यूलर का रन उपयोगकर्ता कार्यों के भाग के रूप में नहीं लिया जाता है जो पूरा हो रहा है इसलिए यदि वे महत्वपूर्ण हैं तो अनुसूचक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे इस उपयोगकर्ता स्तर की कार्यों को उसी समय निर्धारित करना है जब तक कि वे सिस्टम उपयोग के लिए क्रेडिट में नहीं आते हैं इसलिए यदि आप किसी भी तरह से अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं तो मुझे उस समय को कम करना होगा जो इस अनुसूचक ने निष्पादन के लिए लिया है इसलिए हमें यह तैयार प्रक्रियाओं मिल गई हैं जो मेमोरी में हैं और उन्हें निष्पादन के लिए रनिंग स्थिति पर रखा जाता है इसलिए आप यह कैसे करते हैं ताकि समग्र बात यह हो कि हम चर्चा के इस विशेष भाग में सीखने जा रहे हैं तोहमारा उद्देश्य है कि हम सीपीयू शेड्यूलिंग शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया है जो मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आधार है इसलिए यदि आपको एक एक उपयोगकर्ता प्रणाली मिल गई है और उपयोगकर्ता सिर्फ एक काम कर रहा है और उसके बाद कुछ और नहीं करना है तो निश्चित रूप से शेड्यूलर आवश्यक नहीं है क्योंकि शेड्यूलर को केवल एक ही काम करना है और वह आसानी से बहुत कुछ किया जा सकता है इसलिए आपको इस बात पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है कि हमें यह चुनाव करने की जरूरत नहीं है कि आगे कौन सा कार्य करना है तो केवल एक कार्य चल रहा होगा और वह हमेशा चलता रहेगा और जब वह खत्म हो जाएगा तब तक सीपीयू बेकार रहेगा और जब तक कि उपयोगकर्ता निष्पादन के लिए दूसरी कार्य नहीं देता है तो यह एक पहला बिंदु है जो मल्टीप्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है तो हमें यह सीपीयू शेड्यूलिंग समस्या मिली है जिसमें आपको विभिन्न सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का वर्णन करना होगा इसलिए अलग अलग एल्गोरिदम प्रस्तावित किए गए हैं एक बात जो हम चाहते हैं कि मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे पास जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हैं वे बहुत सरल ठीक होने चाहिए इसलिए क्योंकि अगर यह एक जटिल तर्क है तो निष्पादन में अधिक समय लगेगा ताकि सिस्टम के ओवरहेड में जोड़ा जा सके लेकिन आप इस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को बहुत सरल होना चाहिए अन्य अनुसूचक की तुलना में जो आपको संभवतः दीर्घकालिक अनुसूचियों को याद कर सकते हैं जो सिस्टम को प्रस्तुत करने के लिए कार्य का चयन कर रहे थे तो इस तरह से यह गलत था क्योंकि वह दीर्घकालिक अनुसूचक सभी सिस्टम संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने की कोशिश कर रहा था इसलिए यह एक नौकरी मिश्रण बनाने की कोशिश कर रहा था जैसे कि सभी सिस्टम संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाता है लेकिन यह एक रन के लिए है कि बार बार ऐसा हो तो हम वहां विकल्पहीन हो सकते हैं लेकिन ये सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हैं इसलिए ये उतने नकचढ़ा नहीं होने चाहिए कि उन्हें इसे बहुत तेजी से करना पड़े अब किसी विशेष प्रणाली के लिए सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के चयन के लिए मूल्यांकन मानदंड पर चर्चा करने के लिए जैसे अलग अलग एल्गोरिदम में उनके अलग अलग गुण होंगे और कुछ मानदंड जो मूल्यांकन मानदंड आप इस आधार पर अनुकूलित करना चाहते हैं कि हम एक सीपीयू निर्धारण नीति का चयन करना चाहते हैं या विशेष प्रणाली पर अन्य हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पर गौर करेंगे अब किसी भी प्रक्रिया की संरचना को देखने के लिए तो किसी भी प्रक्रिया तो यह कुछ इस तरह से किया जाएगा तो इसके साथ शुरू करने के लिए यह कुछ होगा इसलिए कोई भी प्रोग्राम जो इसे शुरू करता है उसे सीपीयू में निष्पादन का मौका मिलता है इसलिए यदि आप इसे क्रियान्वित करने के बाद किसी भी कार्यक्रम को देखते हैं तो सबसे अधिक संभवतया यह चर और सभी के कुछ बुनियादी आरंभ करने के बाद होगा तो यह कुछ उपयोगकर्ता इनपुट के लिए पूछ रहा होगा जैसे कि हो सकता है कि अगर मैं एक द्विघात समीकरण x वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 की जड़ों को खोज रहा हूं तो यह समीकरण तब उनके कुछ अस्थायी वेरिएबल्स की कुछ आरंभीकरण हो सकता है यह उपयोगकर्ता से एबीसी इनपुट लेगा इसलिए जब यह ऐसा कर रहा है तो यह एक आईओ ऑपरेशन है जहां आरंभिकता के रूप में यह इस से पहले कर रहा था ताकि कुछ सीपीयू ऑपरेशन हो क्योंकि स्मृति स्थान आरंभीकरण तो इसके लिए आपके पास निर्देश होंगे और उन निर्देशों को निष्पादित किया जाएगा तो वे लोड स्टोरऐड स्टोर रीड फ्रॉम फ़ाइल वगैरह हैं इसलिए वे हैं इसलिए यह लोड स्टोर ऐड स्टोर ठीक है तो यह ये है कि ये सभी निर्देश मेमोरी तक पहुंच रहे हैं लेकिन जैसे ही यह एक निर्देश के लिए आता है जैसे कि फाइल से पढ़ा जाता है इसलिए इस विशेष मामले में एबीसी एक फाइल से आ सकता है या एबीसी कीबोर्ड से आ सकता है लेकिन अब सीपीयू कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता है इसलिए इसे यहां तक संग्रहीत किया जाएगा और जब तक कि यह या यह आईओ ऑपरेशन समाप्त न हो जाए इसलिए यह इंतजार कर रहा है कि आईओ खत्म हो जाएगा और एक बार आईओ खत्म हो जाएगा तो यह फिर से प्रतियोगिता में जाएगा इसलिए यह फिर से प्रतियोगिता के दो चरणों को कहता है फिर से यह एबीसी करने के बाद यहां कुछ आईओ कर देगा तो यह विभेदक बी वर्ग माइनस 4 एसी और सभी की गणना कर सकता है कि यह जड़ों r1 और r2 की गणना करेगा इसलिए इतना ऊपर तक तो ठीक है इसके बाद यह मार्गों को प्रिंट करने में चला जाता है तो यह r1 और r2 प्रिंट करेगा इसलिए जैसे ही यह प्रिंट स्टेटमेंट पर जाता है उसे आईओ ऑपरेशंस के लिए इंतजार करना पड़ता है तो यह फाइलों के लिए प्रतीक्षा करने के लिए प्रतीक्षा करें तो यह आईओ डिवाइस के लिए लिखने के बराबर है इसलिए यह कोशिश कर रहा है कि आउटपुट डिवाइस पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है लिहाज फिर से आईओ का इंतजार करना होगा तो यह एक छोटा प्रोग्राम है इसलिए इसे प्रिंट करने के बाद तो यह समाप्त हो जाता है लेकिन सामान्य रूप से क्या हो सकता है कि सीपीयू ऑपरेशन और आईओ ऑपरेशन का यह विकल्प प्रोग्राम समाप्त होने तक कुछ समय के लिए चल सकता है इसलिए यह इस तरह से होता है इसलिए किसी भी प्रोग्राम का निष्पादन आप कई वर्गों में विभाजित कर सकते हैं तो एक भाग सीपीयू ऑपरेशन करने के लिए है और अगला भाग आईओ ऑपरेशन के लिए है अगले भाग में सीपीयू ऑपरेशन है उसके बाद आईओ ऑपरेशन जैसा है तो इन्हें सीपीयू बर्स्ट और आईओ बर्स्ट कहा जाता है इसलिए सीपीयू बर्स्ट प्रोग्राम निष्पादन की सीमा है जब यह कुछ सीपीयू ऑपरेशन कर रहा है वास्तव में उन कार्यों को करने के लिए सीपीयू आवश्यक है इसलिए सभी प्रतियोगिता जो हमारे पास हैं वे इस सीपीयू बर्स्ट का हिस्सा हैं और फिर आईओ संचालन के लिए है यह एक आईओ बर्स्ट के लिए जाता है अब आपके हाथ में आने वाले प्रोग्राम के आधार पर इस सीपीयू बर्स्ट और आईओ बर्स्ट के आकार में भिन्नता हो सकती है जैसे कि अगर आपको एक डेटाबेस प्रकार का एप्लिकेशन मिला है तो आप देखेंगे कि अधिकांश समय यह कोशिश करने वाला है डेटाबेस से रिकॉर्ड पढ़ें तो परिणामस्वरूप यह आईओ ऑपरेशन का मोड है और फिर सीपीयूऑपरेशन दूसरी ओर यदि यह कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम कर रहा है तो इसे निष्पादित किया जा रहा है इसलिए शुरुआत में यह सिग्नल के नमूनों के मूल्यों को पढ़ता है और फिर यह कम्प्यूटेशन में चला जाता है और परिणामस्वरूप सीपीयू बर्स्ट बड़ा होता है और संभवतः यह आईओ ऑपरेशन बहुत कम मात्रा में करेगा इस तरह से सीपीयू और आईओ बर्स्ट का आकार अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग होगा और हमें यह सीपीयू और आईओ बर्स्ट चक्र मिला है इसलिए प्रक्रिया निष्पादन में सीपीयू निष्पादन का चक्र होता है और फिर आईओ प्रतीक्षा ऑपरेशन और सीपीयू बर्स्ट वितरण एक मुख्य सीपीयू है जो मुख्य चिंता का विषय है क्योंकि आईओ वैसे भी प्रोसेसर अगर प्रोग्राम कुछ आईओ ऑपरेशन की प्रतीक्षा की जा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस समय में सीपीयू कुछ अन्य काम कर सकता है और वह ऐसा कर सकता है तो इस बार आईओ के बर्स्ट का आकार सीपीयू शेड्यूलिंग को वैसे भी प्रभावित नहीं करता है लेकिन क्या होने जा रहा है अगर सीपीयू बर्स्ट बहुत बड़ी है तो मेरे पास विभिन्न प्रकार की नीतियाँ हो सकती हैं एक नीति शायद यह है कि मैं इस पूरी प्रक्रिया के लिए सीपीयू दिया जाता है और केवल जब यह चालू सीपीयू बर्स्ट को समाप्त करता है और अगले आईओ बर्स्ट में जाता है तो केवल सीपीयू को प्रक्रिया से वापस ले लिया जाता है तो यह एक प्रकार की स्थिति है लेकिन इस तरह से आने वाली कुछ अन्य प्रक्रिया की प्रतीक्षा हो सकती है और विशेष रूप से सीपीयू बर्स्ट बड़ी है तब हमें यह समस्या हुई है तो एक और नीति शायद ठीक है मैं कुछ देता हूं यह प्रक्रिया को सीपीयू देता है लेकिन कुछ समय बाद मैं इसे वापस लेता हूं क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय लग रहा है इसलिए यह एक और प्रकार है तो इस तरह आप विभिन्न नीतियों के बारे में सोच सकते हैं इसलिए चर्चाओं के इस भाग में हम इस बारे में बात करेंगे कि विभिन्न नीतियाँ क्या हो सकती हैं ताकि सीपीयू बर्स्ट आकार के आधार पर हम संभवतः निर्णय ले सकें और हम एक नीति ले सकें ताकि यह सीपीयू उपयोग अधिकतम हो सके तो यह मूल विचार है कि आप इस सीपीयू उपयोग को अधिकतम करने के लिए क्या करना चाहते हैं तो यह वह बिंदु है जिसे हम उभारना चाहते हैं इसलिए हम हमेशा सीपीयू का उपयोग करने की कोशिश करते हैं और सीपीयू उपयोग के लिए आदर्श मूल्य क्या है इसलिए यह निश्चित रूप से 100 प्रतिशत है कि हम सीपीयू का उपयोग 100 प्रतिशत करना चाहते हैं लेकिन यह संभव नहीं है जैसा कि हम देखेंगे क्योंकि ऐसा करने के लिए कई अन्य चीजें होंगी इसलिए उपयोग 100 प्रतिशत को नहीं छुएगा लेकिन हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे